तो कल की कक्षा में हमने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के बारे में चर्चा की और हमने कुछ उदाहरणों पर चर्चा की जब सर्किट में इंडिपेंडेंट सोर्सेज उपलब्ध थे तो अब आज का व्याख्यान शुरू करते हैं इस व्याख्यान में हम उस सर्किट के बारे में अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे जहां डिपेंडेंट सोर्स उपलब्ध हैं और हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए सर्किट को हल करने का प्रयास करेंगे इसलिए डिपेंडेंट सोर्स की स्थिति पर जाने से पहले हम यह समझने की कोशिश करें कि हमने पिछली कक्षा में क्या चर्चा की थी हमने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के बारे में चर्चा की हमने कहा कि नेटवर्क के इनपुट रेजिस्टेंस के दौरान मैक्सिमम पावर लोड पर ट्रांसफर की जाती है जब टर्मिनल से देखा जाता है जहां लोड जुड़ा हुआ है लोड के बराबर है ऐसा करने के लिए हम थेवेनिन एक्विवैलेन्ट Thevenins equivalent का उपयोग करते हैं क्योंकि यदि आप नेटवर्क को देखते हैं जिसमें कई सोर्स और कई एलिमेंट हो सकते हैं तो हमें जो करना है उसे थेवेनिन एक्विवैलेन्ट Thevenins equivalent में बदलना होगा जो कि इस चित्र में है और फिर हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का विश्लेषण कर सकते हैं तो अब थेवेनिन इक्वलिटी मैक्सिमम पावर खोजने में बहुत उपयोगी है जो की एक लीनियर सर्किट लोड को डिलीवर कर सकता है और हमने यह भी चर्चा की कि संपूर्ण सर्किट को थेवेनिन एक्विवैलेन्ट Thevenins equivalent द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है लोड को छोड़कर समग्र सर्किट को चित्र अनुसार दिखाया जा सकता है अब हम यह भी चर्चा करते हैं कि यदि आप लोड को बदलते रहते हैं तो 0 से इन्फिनिटी तक एक बिंदु होगा जिस पर लोड द्वारा अब्सॉर्ब की गई पावर मैक्सिमम होती है और वह सोर्स द्वारा लोड को दी जा रही मैक्सिमम पावर है तो यह स्थिति तब आती है जब यानी लोड रेजिस्टेंस थेवेनिन रेजिस्टेंस के बराबर होता है और हम यह स्थिर करते हैं कि पावर के अलावा कुछ भी नहीं है और हमने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की स्थिति प्राप्त की है हमने इसे कैसे प्राप्त किया हमने का उपयोग किया है जो वेरिएबल के संबंध में पावर p का डिफ्रेंशिएशन है जो लोड है और हमने के संबंध में p के डेरिवेटिव को होने पर 0 स्थापित किया है इसलिए लोड में ट्रांसफर की जाने वाली मैक्सिमम पावर है अब जैसा कि हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर तब होता है जब लोड रेजिस्टेंस थेवेनिन रेजिस्टेंस के बराबर होता है यह तब प्राप्त हुआ जब हमने के संबंध में पावर p का डेरिवेटिव लिया जो वेरिएबल है और अब जैसा कि हम जानते हैं कि उस स्थिति में जब डेरिवेटिव 0 के बराबर है मूल्य जो हमें मिलता है यदि आप उस मूल्य को पावर p में आपूर्ति करते हैं तो पावर मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है अब हमें यह पता लगाना है कि क्या डेरिवेटिव लेने की मदद से हमने जो स्थिति स्थिर की है वह वास्तव में मैक्सिमम है या नहीं इसलिए हमें जो करना है उसे के संबंध में पावर को दोगुना करना होगा और यह साबित करना होगा कि यह 0 से कम है इसलिए जब यह 0 से कम हो तो इसका मतलब है कि मूल्य जो हमने पाया है जब हमने लिया था डेरिवेटिव मैक्सिमम होगा तो हम विभिन्न एलिमेंट्स जैसे और के मूल्यों का पता कैसे लगाएंगे जब सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स उपलब्ध है सबसे पहले आपको सर्किट से लोड को हटाना होगा अब जो सर्किट लोड के बिना छोड़ दिया गया है आपको क्या करना है आपको बाकी नेटवर्क के लिए थेवेनिन एक्विवैलेन्ट Thevenins equivalent को ढूंढना होगा अब जब आपको पहली चीज़ थेवेनिन एक्विवैलेन्ट Thevenins equivalent मिल जाती है तो आपको खोजना होगा जहां आप इंडिपेंडेंट सोर्सेज को 0 के बराबर सेट करेंगे इसका मतलब है कि यदि आपके पास एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है तो आप इसे एक शार्ट सर्किटेड के रूप में रखेंगे और यदि आपके पास डिपेंडेंट करंट सोर्स है तो आप ओपन सर्किट रखेंगे और आप नेटवर्क से जुड़े सभी डिपेंडेंट सोर्सेज को छोड़ देंगे अब आप वोल्टेज सोर्स के साथ नेटवर्क को एक्साइट करेंगे आप सर्किट को सरल बनाने की आपकी सुविधा के आधार पर या तो या का उपयोग कर सकते हैं आप का उपयोग 1 वोल्ट सोर्स या 1 एंपियर के रूप में कर सकते हैं क्योंकि टर्मिनल से जुड़ा था जो पहले लोड जुड़ा हुआ था फिर आप का मान प्राप्त करते हैं तो वह मान है जो उस टर्मिनल पर है जहां आपने या तो वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स को कनेक्ट किया है और फिर अब उस सोर्स द्वारा आपूर्ति की गई करंट द्वारा विभाजित किया गया है जिसके बाद आपको संबंधित थेवेनिन वोल्टेज मिलेगा अंत में आपको जो करना है वह को के बराबर सेट करना है क्योंकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के अनुसार आपका थेवेनिन रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए और फिर लोड के लिए आपूर्ति की जा रही मैक्सिमम पावर यह होगी इसलिए हम डिपेंडेंट सोर्सेज के उपलब्ध होने पर लोड पर ट्रांसफर की जा रही मैक्सिमम पावर का पता लगाने के लिए इस प्रक्रिया का उपयोग करेंगे तो आइए हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का एक और उदाहरण लेते हैं फिर हम डिपेंडेंट सोर्सेज की स्थिति पर जाएंगे मान लीजिए कि यह सर्किट है और आपको R के मूल्य का पता लगाना होगा जैसे कि 3 मिली वाट मैक्सिमम पावर लोड पर पहुंचाई जा रही है इसलिए अब हम लोड के लिए नहीं कह रहे हैं हमें अज्ञात रेजिस्टेंस R के मूल्य का पता लगाने के लिए कहा जाता है ताकि 3 मिली वाट मैक्सिमम पावर लोड तक पहुंचाई जा सके हमें पहले थेवेनिन एक्विवैलेन्ट Thevenins equivalent खोजना होगा तो के लिए एक्विवैलेन्ट सर्किट थेवेनिन एक्विवैलेन्ट Thevenins equivalent यानी थेवेनिन रेजिस्टेंस होगा आप सभी वोल्टेज सोर्सेज को शॉर्ट सर्किट करेंगे क्योंकि आपके पास 3 इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हैं फिर आप लोड को हटा देंगे और आप देखेंगे कि इन 2 टर्मिनलों में इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा इसलिए आपको यह सर्किट सभी वोल्टेज सोर्सेज को शॉर्ट सर्किट करने के बाद एक एक्विवैलेन्ट सर्किट के रूप में मिलेगा और फिर आपको के मूल्य का पता लगाने की आवश्यकता है तो यहाँ आप देखेंगे कि सभी 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं तो अगर आप कह सकते हैं कि अगर यह है तो इन 2 टर्मिनलों के अलावा और कुछ नहीं है तब आप लिख सकते हैं अब अगला काम थेवेनिन वोल्टेज के मूल्य का पता लगाना है अब मान लेते हैं कि इस विशेष नोड पर वोल्टेज है इसलिए हम जो लिख सकते हैं हम इस विशेष नोड में किरचॉफ करंट लॉ का उपयोग कर सकते हैं और हम के मूल्य का पता लगाने का प्रयास करेंगे तो आप 1 वोल्ट के लिए इस बिंदु पर क्या सही कर सकते हैं करंट क्या होगा तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर स्थिति है तो यह आपको सर्किट में अज्ञात रेजिस्टेंस R के मूल्य का पता लगाने में मदद करेगा जो यह सुनिश्चित करेगा कि जो लोड उस सर्किट से जुड़ा है उसे 3 मिली वाट पावर मिल रही है तो अब हम एक और उदाहरण पर आते हैं जहां आप देखेंगे कि एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स उपलब्ध है अब हमें रेजिस्टेंस मान का मान ज्ञात करना है यदि कोई लोड कहता है जो कि टर्मिनल ab से जुड़ा हुआ है अब हमें के मूल्य का पता लगाने की आवश्यकता है जो सर्किट से मैक्सिमम पावर को अब्सॉर्ब करेगा यही वह सर्किट है जो प्रश्न में दिया गया था तो लोड जो सर्किट से मैक्सिमम पावर को अब्सॉर्ब करेगा इसलिए हमें जो करना है पहले हमें थेवेनिन एक्विवैलेन्ट Thevenins equivalent का मूल्य ज्ञात करना होगा जो थेवेनिन एक्विवैलेन्ट Thevenins equivalent रेजिस्टेंस के साथ साथ टर्मिनल ab पर थेवेनिन वोल्टेज है इसलिए हम पहले क्या करेंगे पहले हम इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करेंगे डिपेंडेंट सोर्स को छोड़ देंगे क्योंकि यह सर्किट में है और फिर हम के मान को खोजने के लिए सर्किट को हल करने के लिए वोल्टेज या करंट सोर्स को कनेक्ट करते हैं तो यहाँ हम क्या करने जा रहे हैं हम टर्मिनल ab पर 1 मिली एंपियर करंट सोर्स जोड़ रहे हैं 1 मिली एंपियर क्यों क्योंकि रेजिस्टेंस R किलो ओम में है इसलिए हम 1 मिली एंपियर को कनेक्ट कर सकते हैं ताकि सर्किट को सरल बनाया जा सके यह सुनिश्चित करता है कि वोल्टेज वोल्ट में रहेगा तो अब आपको यह सर्किट मिल गया है आप इस सर्किट में देखते हैं कोई वोल्टेज या करंट सोर्स नहीं है क्योंकि इस विशेष सेगमेंट में जुड़ा वोल्टेज सोर्स शार्ट सर्किटेड है हमें केवल डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के साथ छोड़ दिया जाता है और फिर हम टर्मिनल ab पर सर्किट में बाह्य के रूप में 1 मिली एम्पियर को जोड़ रहे हैं अब हमें क्या करना है आइए हम नोड पर किर्चॉफ करंट लॉ लागू करें इसलिए ये करंट सोर्स इस तरफ से नोड के माध्यम से करंट की आपूर्ति करते हैं और हम यह मान लेते हैं कि अन्य 2 सेगमेंट में करंट की दिशा चित्र में दिखाई गई है आप कह सकते हैं कि 1 मिली एंपियर कुछ भी नहीं है बल्कि नोड के बाहर जाने वाले करंट का योग है तो नोड के बाहर जाने वाले करंट का मूल्य यह करंट नोड वोल्टेज का मूल्य होगा मान लीजिए नोड a पर वोल्टेज नोड है तो यह वह समीकरण है जो हमें सर्किट के इस विशेष सेगमेंट से मिलता है अगला यदि आप सर्किट देखते हैं तो यदि आप यहां सर्किट देखते हैं तो आप कहेंगे कि इस सेगमेंट में कोई सोर्स उपलब्ध नहीं है तो इसका क्या मतलब है का मान 0 होगा ठीक है इसलिए चूंकि मान 0 है और यह मान जो कि 1 किलो ओम पर वेरिएबल है जो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के मान को परिभाषित करता है तो उस मामले में क्या होगा चूँकि यहाँ 0 पर डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का मान है जो कि 1200 होगा अंत में यदि आप यहाँ 0 के रूप में का मान रखते हैं तो आप अंत में प्राप्त करेंगे यदि आप सरल करते हैं तो आपको मिलेगा तो फिर थेवेनिन रेजिस्टेंस अब अगला कार्य थेवेनिन वोल्टेज के मूल्य का पता लगाना होगा तो अब हमें क्या करना है आपको मूल सर्किट लेना होगा इसलिए आप अब सोर्सेज को बनाए रखेंगे तो क्या वोल्टेज सोर्स जिसे हमने के मामले में शॉर्ट सर्किट किया था सर्किट में फिर से वापस आ जाएगा और अब हमें वोल्टेज का मूल्य पता करना होगा जो कि 1 किलो ओम पर है जो कि है इस सेगमेंट से यदि आप इस सेगमेंट को देखते हैं तो 8 वोल्ट दोनों रेसिस्टर्स को करंट की आपूर्ति कर रहा है जो कि 3 किलो ओम 1 किलो ओम दोनों है इसलिए यह वोल्टेज विभाजित सर्किट के अलावा और कुछ नहीं है तो आखिरकार वोल्टेज जो 1 किलो ओम पर होता है तो आप या तो तकनीक का उपयोग कर सकते हैं या तो वोल्टेज डिवाइडर तकनीक जो आप की तरह आप बस के मूल्य का पता लगा सकते हैं या आप लूप समीकरण लिख सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि का मान है तो अब आपको का मान मिला जो इस डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल है इसलिए आगे हमें के मूल्य का पता लगाना है तो अगर यहाँ आपको का मूल्य पता चलता है जो आपको मिलता है तो आपको फिर से वोल्टेज डिवाइडर सर्किट मिलेगा या वैकल्पिक रूप से आप लूप समीकरण लिख सकते हैं यह होगा Therefore इसलिए तो अब आपको और मिला है तो आप पावर p के मूल्य का पता लगाएंगे यह मैक्सिमम पावर होगी जो लोड को ट्रांसफर की जा रही है जो टर्मिनल ab से जुड़ी होगी तो इस तरह आप किसी भी डिपेंडेंट सोर्सेज के उपलब्ध होने पर लोड पर ट्रांसफर की जा रही मैक्सिमम पावर के मूल्य का पता लगा सकते हैं अब अगला हमारे पास एक और सर्किट है जहां डिपेंडेंट सोर्स उपलब्ध है मैं इस विशेष सर्किट को आपके घर पर करने के लिए छोड़ दूंगा ताकि आपको यह बेहतर विचार मिले कि जब आपके पास डिपेंडेंट सोर्स उपलब्ध हों तो सर्किट को कैसे हल किया जाए इसलिए मैं आपको केवल यह संकेत दूंगा कि आप इसे कैसे हल करेंगे तो हमें के मूल्य का पता लगाना होगा जो बाकी सर्किट से मैक्सिमम पावर लेगा तो यह बाकी सर्किट होगा आपको क्या करना है आपको और के मूल्य का पता लगाना होगा को खोजने के लिए आप बस इसे शॉर्ट सर्किट करेंगे आप इस मामले में इस तरह से सर्किट प्राप्त करेंगे तो यह डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है यह है यह 1 ओम है यह 2 ओम है और फिर आपके पास 4 ओम हैं और आपको थेवेनिन रेजिस्टेंस का पता लगाने की आवश्यकता है तो आप क्या करेंगे आप टर्मिनल पर 1 एंपियर करंट सोर्स को लागू करेंगे और आपको टर्मिनलों पर का मान ज्ञात होगा और का मान एंपियर होगा तो बस इसे हल करें और जब आप हल करेंगे तो आपको का मान 1122 ओम मिलेगा इसी तरह के लिए आपको क्या करना है बस आपको इस सर्किट को हल करना है जहाँ आपके पास 9 वोल्ट की आपूर्ति 2 ओम है और आपके पास रेजिस्टेंस है तो आपके पास डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है और यहाँ आपके पास 4 ओम रेजिस्टेंस है जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि टर्मिनल ओपन सर्किटेड है तो यहाँ आप केवल के मान का पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं हम ये 1 ओम रेजिस्टेंस में है डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के साथ रेजिस्टेंस और डिपेंडेंट सोर्स के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स 2 ओम रेजिस्टेंस पर वोल्टेज हैं तो आप क्या कर सकते हैं आप बस लूप समीकरण लिख सकते हैं और v का मान प्राप्त करने के लिए सरल कर सकते हैं इसलिए जब आप सरल करेंगे तो आपको का मान 7 वोल्ट मिलेगा तो अब आपको और मिल गया है और आप केवल मूल्य p max का पता लगा सकते हैं तो आप इस विशेष समीकरण को लागू करते हैं और p max का मान ज्ञात करते हैं इसलिए मैं इसे आपके घर पर करने के लिए छोड़ दूंगा ताकि आपको थेवेनिन एक्विवैलेन्ट Thevenins equivalent का मूल्य मिल जाए इसके साथ हम अपने आज के सत्र को बंद कर देते हैं